छात्रों का स्वागत है हम सीमांत लागतों के बारे में सीख रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने सीमांत लागतों और बाजार की स्थितियों के अनुसार तकनीकों की उपयोगिता के बारे में कुछ बुनियादी अवधारणा पर चर्चा की या कैसे इस तकनीक द्वारा एक प्रतिस्पर्धी स्थिति में बाजार में बने रहने या प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए फर्मों द्वारा उपयोग किया जा सकता है अन्यथा उन्हें बाजार से बाहर जाना पड़ता है यदि वे उस कुल लागत को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं तो कुल लागत को परिवर्तनीय और निश्चित लागत में विभाजित करके हम इस मामले में कदम बढ़ाते हैं इसे तीन चरणों में विभाजित किया जाता है पहले हम परिवर्तनीय लागत की वसूली करते हैं फिर हम निश्चित लागत की वसूली करते हैं और फिर हम कुछ मार्जिन या मुनाफ़े की कोशिश करते हैं इसलिए पिछली कक्षा में मैं आपको अवशोषणअब्जॉर्प्शन लागत और सीमांत लागत के बीच बुनियादी अंतर बता रहा था और अंतर यह है कि अब्जॉर्प्शन लागत में हम कुल लागत प्लस परिवर्तनीय लागत को ध्यान में रखते हैं और उसके बाद हम लाभ में आते हैं लेकिन सीमांत लागत मामले में हम मुनाफ़े की अवधारणा का सीधे तरीके से पालन नहीं करते हैं लाभ की गणना दो चरणों में की जाती है सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन की गणना करते हैं और फिर हम कंट्रीब्यूशन से लाभ की गणना करते हैं तब हम लाभ की ओर बढ़ते हैं इसलिए हम सीमांत लागत के तहत एक और कदम जोड़ते हैं अब्जॉर्प्शन लागत या कुल लागत की तुलना में हम क्या करते हैं हम विक्रय मूल्य में से कुल लागत घटाकर लेते हैं जिसमें परिवर्तनीय और निश्चित लागत शामिल है और फिर हम विक्रय मूल्य से कुल लागत घटाते है और बीच का अंतर ही लाभ या मार्जिन है लेकिन इस मामले में हम लाभ के लिए सीधे नहीं कूदते हैं हम लाभ के लिए आगे बढ़ते हैं और यहां एक और कदम जोड़ा जाता है इसलिए विक्रय मूल्य में से परिवर्तनीय लागत घटाते है क्योंकि पहले हमें उसे पुनर्प्राप्त करना होगा और फिर हम कंट्रीब्यूशन की गणना करेंगे इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य में से परिवर्तनीय लागत घटाना अब जो कुछ भी शेष है वह यह है कि निश्चित ख़र्चों को पूरा करने और कुछ लाभ कमाने की दिशा में एक कंट्रीब्यूशन है तो फिर हम निश्चित ख़र्चों को घटाते हैं और फिर हम देखते हैं कि योगदान से निर्धारित ख़र्चों को घटाने के बाद कुछ बचा है तो वह लाभ है अन्यथा कोई लाभ नहीं है तो योगदानकंट्रीब्यूशन का मतलब है कि निश्चित लागत को पूरा करने और लाभ अर्जित करने की दिशा में परिवर्तनीय लागत को पूरा करने के बाद कुल बिक्री से इसका फर्म में कितना कंट्रीब्यूशन है तो यह यहाँ एक और महत्वपूर्ण अंतर है और फिर अन्य अंतर मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक के मूल्यांकन में अंतर है और जो फर्मों के मुनाफ़े में एक गंभीर अंतर बनाता है क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन करके एक अलग तरीके से मुनाफ़े की गणना करते हैं क्लोजिंग स्टॉक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यदि आप कहते हैं कि किसी भी फर्म में क्लोजिंग स्टॉक की भूमिका क्या है उदाहरण के लिए जब हम लाभ और हानि खाते को तैयार करते हैं तो लाभ और हानि खाते का पहला भाग फर्म का ट्रेडिंग खाता होता है ट्रेडिंग और लाभ और हानि खाता इसलिए ऊपरी भाग को ट्रेडिंग खाते के रूप में कहा जाता है और निचले हिस्से को लाभ और हानि खाते के रूप में कहा जाता है जो आप यहां ले जाते हैं जो आप प्रत्यक्ष श्रम यहां ले जाते हैं और आप प्रत्यक्ष ओवरहेड ले जाते हैं फिर हम बिक्री लेते हैं और यहां डालते हैं इसलिए पहले बिक्री होती है और फिर हम क्लोजिंग स्टॉक यहां डालते हैं इसलिए इस उत्पादन की कुल राशि का मतलब है कि उत्पादन की कुल राशि का उत्पादन फर्म के उत्पादन का हिस्सा है जिसे उसने बाजार में बेचा है और उत्पादन का हिस्सा हमारे साथ उपलब्ध है और अगली अवधि में बेचने के लिए एक क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रखा गया है और उदाहरण के लिए कुल मिलाकर यह एक लाख रुपये के रूप में सामने आता है जो मुनाफ़े को जोड़ने और कुल लागत को वसूलने के बाद उत्पादन का हमारा कुल मूल्य है अब सबसे पहले हम यहां कुल लागत की वसूली करते हैं जो कि प्रत्यक्ष सामग्री है उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष सामग्री की लागत 50000 रुपये है श्रम लागत 10000 रुपये है और ओवरहेड की लागत 10000 रुपये है तो इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष लागत कितनी है 70000 रुपये और अंतर यह है कि सकल लाभ के रूप में हम इसे जीपी कहते हैं जो इस मामले में 30000 है तो आपके दोनों किनारे 100000 के बराबर हैं तो इसका मतलब है कि आप क्लोजिंग स्टॉक के महत्व को समझ सकते हैं यदि क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य अधिक लाभ है तो सकल लाभ अधिक होगा यदि समापन स्टॉक का मूल्य कम है तो सकल लाभ भी कम होगा इसलिए सीमांत लागत के तहत जब हम क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं या हम क्लोजिंग स्टॉक को महत्व देते हैं तो विधि अलग है और आप देखेंगे कि सीमांत लागत प्रणाली के तहत अब्जॉर्प्शन लागत प्रणाली के तहत क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन करके लाभ में क्या अंतर है इसलिए मैंने आपको यहाँ काल्पनिक बयान दिया है और यह मूल रूप से आप इसे कंपनी का प्रॉफिट स्टेटमेंट या कंपनी का आय विवरण कह सकते हैं और यदि आप कंपनी के आय विवरण को देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास कुल बिक्री मूल्य है जो हमने अपने ऊपर रखा है बिक्री मूल्य कुल बिक्री मूल्य है जो कि तीस लाख है उत्पादन की कम लागत यह अब्जॉर्प्शन लागत प्रणाली सामान्य बैलेंस शीट के तहत और कुल लागत प्रणाली के तहत है हम तैयार करते हैं आय विवरण जो हम सामान्य लाभ और हानि खाता तैयार करते हैं जिसे हम कुल लागत परिवर्तनीय लागत और निर्धारित लागत को लेकर कर तैयार करते हैं जिसे आप सामान्य आय विवरण या प्रॉफिट स्टेटमेंट कह सकते हैं इसलिए शीर्ष पर और इसे इन दिनों ऊर्ध्वाधरवर्टीकल रूप में तैयार किया गया है इसका मतलब है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आय विवरण वर्टीकल क्रम में तैयार किए जाते हैं एक बार जो मैंने आपको यह बताया था मैंने आपको केवल यह समझा दिया था कि अब यह प्रारूप है जो अब पुराना है इस प्रारूप की आवश्यकता है इसलिए आय विवरणों को इस तरह तैयार किया जाता है ताकि वे लाभ पर पहुंच सकें तो यहाँ लाभ की राशि 264375 है अब हम इस लाभ पर कैसे पहुंचे हैं इसे देखते हैं हमने बिक्री 150000 यूनिट और बीस प्रति यूनिट की बिक्री दर से लिया है जो हम तीस लाख रुपये कमाने जा रहे हैं उत्पादन की लागत कितनी है वर्तमान अवधि में हमने जो कुल उत्पादन किया है वह 160000 यूनिट्स 11 रुपये प्रति यूनिट है इसलिए इसका मतलब है कि यह लागत 1760000 हो गई है परिवर्तनीय लागत में वृद्धि 35000 है इसलिए मानक परिवर्तनीय लागत 11 होने की उम्मीद थी लेकिन यह थोड़ा बढ़ गया है इसलिए सामान्य लागत का मतलब यह निश्चित समय नहीं है कि यह 35000 रुपये होगा उत्पादन के अगले दौर में हम 11 रुपये प्रति यूनिट की दर से कुल उत्पादन पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं लेकिन इस बार कुछ बेकाबू कारकों के कारण इस परिवर्तनीय लागत में इस राशि में वृद्धि हुई है इसलिए हमने इसे 1760000 से ऊपर जोड़ा है मैंने इसे पहले ही नहीं रखा है क्योंकि यह एक बार बढ़ गया है अगली बार ऐसा हो सकता है कि यह वृद्धि न हो या हो सकता है कि वृद्धि होने पर यह कम या ज्यादा हो इसलिए हम इसे लगा रहे हैं एक अलग आंकड़ा है और फिर अगली लागत है तो पहले हमने परिवर्तनीय लागत ली है फिर हमने निश्चित लागत ली है और यह सामान्य लागत पत्रक है और यहाँ हमने गणना की है कि उत्पादन की कुल लागत कितनी है यानी 2155000 अब इस मामले में हमें 10000 इकाइयों के ओपनिंग स्टॉक को अपनाना होगा दस हजार इकाइयों का ओपनिंग स्टॉक और मैंने वहां दस हजार इकाइयों के ओपनिंग स्टॉक का मूल्यांकन कैसे किया है कि स्टॉक का कुल मूल्य 130000 रुपये है इसका मतलब है कि हमने उत्पादन की कुल लागत को लेते हुए फर्म के ओपनिंग स्टॉक को महत्व दिया है और उत्पादन की कुल लागत एक परिवर्तनीय लागत के रूप में 11 रुपये और प्रति यूनिट 2 रुपये तय लागत के रूप में है जो हमें दिया गया मानक है इसलिए हमने ओपनिंग स्टॉक की गणना की है अब ओपनिंग स्टॉक के इस आंकड़े की गणना कैसे की गई है हमने बाजार में कितनी इकाइयाँ बेची हैं हमने बाजार में 150000 इकाइयां बेची हैं हम इस बात का क्लोज़िंग स्टॉक रख रहे हैं कि 20000 यूनिट कितनी हैं तो इसका मतलब 150000 है इसका मतलब है कि कुल उत्पादन 170000 इकाइयों का होना चाहिए तो इसमें से 170000 इकाइयाँ हैं अगर हम कह रहे हैं कि हमने उत्पादन किया है लेकिन वर्तमान अवधि में हमने केवल 160000 इकाइयों का उत्पादन किया है तो इसका मतलब है कि यह 10000 कहाँ से आया है यह 10000 पिछली अवधि के उत्पादन से ओपनिंग स्टॉक के रूप में हमारे साथ उपलब्ध था इसलिए ओपनिंग स्टॉक अब यहाँ है जो कि ओपनिंग स्टॉक मूल्य हमें लेना है और ओपनिंग स्टॉक वैल्यू आम तौर पर कुल लागत पर होता है जो परिवर्तनीय लागत और निश्चित लागत का मतलब होता है इसे कुल मिलाकर और ओपनिंग स्टॉक का मूल्यांकन 130000 रुपये के रूप में यहाँ आया है तो अब उत्पादन की कुल लागत क्या है 150000 इकाइयों के लिए उत्पादन की कुल लागत 2155000 है प्लस ओपनिंग स्टॉक की लागत 130000 है साथ ही यहां उत्पादन की कुल लागत 22850000 रुपये है और यह 160000 इकाइयों के लिए है इसलिए इसका मतलब है कि हमने अब यहां 150000 इकाइयां बाजार में बेची हैं इसलिए 160000 यूनिट्स का उत्पादन किया है इसलिए यह लागत 2155000 है ओपनिंग स्टॉक की लागत को 130000 रुपये जोड़ते हैं और अब इस में से क्लोजिंग स्टॉक घटाते है कुल लागत हमारे साथ कितनी है 2285000 रुपये जो कि 160000 इकाइयों की वर्तमान अवधि के उत्पादन की लागत है और साथ ही शुरुआती स्टॉक की लागत 130000 है तो कुल 2285000 है इससे अब 170000 इकाइयों का यह उत्पादन कुल बाजार में नहीं जा रहा है केवल 150000 इकाइयां बाजार में जा रही हैं इसलिए इसका मतलब 170000 इकाइयों में से है अगर 150000 इकाइयां बाजार में जा रही हैं तो इसका मतलब है इस 20000 यूनिट्स को क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रखा जाता है क्योंकि पिछली अवधि में हम 10000 इकाइयों के क्लोजिंग स्टॉक की गणना करते हैं वर्तमान अवधि में हम 20000 इकाइयों के क्लोजिंग स्टॉक को रख रहे हैं तो हमने क्या किया इसमें से 2285000 रुपये की कुल लागत है हमने क्लोजिंग स्टॉक के इस मूल्य को घटा दिया है अब हमने इस क्लोजिंग स्टॉक के मूल्य की गणना कैसे की है हमने इसे कुल राशि के रूप में लिया है जो कि वर्तमान अवधि के उत्पादन की लागत 2155000 है और अगर यह कितनी इकाइयों के लिए है 160000 इकाइयाँ इसलिए 160000 इकाइयों के निर्माण के लिए मौजूदा अवधि में उत्पादन की लागत 2155000 है फिर 20000 इकाइयों के लिए उत्पादन की लागत क्या है क्योंकि यह मानक अभ्यास है तब जो भी स्टॉक आप वर्तमान वर्षों या वर्तमान अवधि के उत्पादन से रखते हैं वह इसके उत्पादन की पिछली अवधि से नहीं है इसलिए जब हम बाजार में बिक्री शुरू करेंगे तो हम इस 10000 इकाइयों को समाप्त कर देंगे इसका मतलब है कि आप बाजार में पहले इस 10000 इकाइयों की बिक्री करेंगे और फिर 160000 इकाइयों की वर्तमान अवधि के उत्पादन से बिक्री शुरू करेंगे और जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचा है वह मौजूदा अवधि के उत्पादन से है इसलिए हमने यहां क्लोजिंग स्टॉक के मूल्य की गणना की है 20000 इकाइयों के लिए आनुपातिक रूप से 2155000 इसे 160000 इकाइयों द्वारा विभाजित करके और क्लोजिंग स्टॉक की 20000 इकाइयों द्वारा गुणा किया गया है इसलिए यह क्लोजिंग स्टॉक का एक मूल्य है तो इस आंकड़े को इस आंकड़े से घटा देते है यदि आप यहां गणना करते हैं तो हम इस आंकड़े पर पहुंचते हैं यह 2015625 है जो बिक्री की 150000 इकाइयों के उत्पादन की लागत है इसलिए बिक्री मूल्य तीस लाख है तो उत्पादन की लागत उन 150000 इकाइयों की है जो 2015625 है तो आखिर सकल लाभ कितना है अब इससे हम विक्रय व्यय घटा रहे हैं विक्रय व्यय दोनों परिवर्तनशील हैं और 450000 से अधिक 270000 निर्धारित हैं इसलिए जब आप इसे घटाते हैं तो ये कुल व्यय इस सकल लाभ से 720000 हो जाते हैं आप इस पर 264375 का शुद्ध लाभ प्राप्त करते हैं यह कर से पहले का लाभ है आप कह सकते हैं यह 264375 है तो इसका मतलब है कि जब मैं आपको बता रहा था कि हम ट्रेडिंग अकाउंट तैयार कर रहे हैं तो आप इसे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट trading profit and loss account कहते हैं इसलिए पहले ऊपरी हिस्से को ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है और निचले हिस्से को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है इस सकल लाभ जीपी की गणना के बाद यह जीपी अब निचे आता है 30000 की यह राशि यहां आएगी तब आप यहां सभी अप्रत्यक्ष ख़र्चों को घटाएंगे सभी अप्रत्यक्ष व्यय और फिर अंत में आप यहां पहुँचेंगे उदाहरण के लिए यह 30000 की कुल आय का सकल लाभ है सभी अप्रत्यक्ष ख़र्चों को 20000 कहा जाता है इसलिए कर से पहले आपका अंतिम शुद्ध लाभ कितना है यह राशि 10000 है तो यह 10000 का शुद्ध लाभ है यह मूल रूप से आय विवरण या लाभ और हानि खाता या व्यापार और लाभ और हानि खाता है आप इसे जो भी कह सकते हैं उसी तरह इस आय विवरण या इस कंपनी के लाभ विवरण को अवशोषणअब्जॉर्प्शन लागत प्रणाली के तहत तैयार किया गया है जहां हमने लागत परिवर्तनीय लागत और निश्चित लागत दोनों को समाहित कर लिया है और बिक्री मूल्य से सभी प्रकार की लागत को घटाकर 264375 करों से पहले शुद्ध लाभ पर पहुंचे हैं अब हम दूसरे कथन पर जाते हैं सभी आंकड़े समान हैं कुल स्थिति समान है कुल उत्पादन समान है कुल बिक्री समान है और कुल उद्घाटन और क्लोजिंग स्टॉक समान हैं लेकिन यह आय विवरण या लाभ विवरण सीमांत लागत के तहत तैयार किया गया है और जब यह सीमांत लागत के तहत तैयार किया गया है अब आपका शुद्ध लाभ कितना है यहाँ क्या लाभ था 264375 का मतलब है कि यहां क्या अंतर है यहां 25000 रुपये का अंतर है यह लाभ सीमांत लागत के तहत 25000 रुपये की राशि से कम हो गया है अब यह अंतर क्यों हुआ है यह अब्जॉर्प्शन लागत और सीमांत लागत के बीच बुनियादी अंतर है क्यों अंतर आया है फिर हम शीर्ष बिक्री के साथ शुरू करते हैं फिर से 20 रुपये प्रति यूनिट की दर से 150000 यूनिट फिर से 30 लाख की राशि अब कम लागत है अब आप तकनीक को अलग अलग तरीके से देखते हैं अब हम यहां कुल लागत को घटा नहीं रहे हैं हम केवल परिवर्तनीय लागत को घटा रहे हैं और फिर हम आपकी अन्य लागत को घटा रहे हैं इसलिए हम यहां बिक्री मूल्य 30 लाख ले रहे हैं सीमांत लागत उत्पादन की केवल परिवर्तनीय लागत कितनी है 11 रुपये प्रति यूनिट की दर से 160000 यूनिट्स की दर से 1760000 अतिरिक्त परिवर्तनीय लागत 35000 है और अब यहां ओपनिंग स्टॉक का मूल्य अलग है अगर हमने यह आंकड़ा 110000 आवंटित किया तो यह आंकड़ा क्या था यह आंकड़ा 130000 रुपये था इसलिए ओपनिंग स्टॉक की कीमत यहाँ अधिक है क्योंकि सीमांत लागत के तहत ओपनिंग स्टॉक के मूल्यांकन की तुलना में अधिक है और अंतर यह है कि इस मामले में हम केवल परिवर्तनीय या सीमांत लागत को ध्यान में रखते हैं पिछले मामले में हमने कुल लागत ली है क्योंकि हमने शुरुआती स्टॉक को महत्व दिया है इसलिए यहां पर ओपनिंग स्टॉक का मूल्य 110000 रुपये है पहले यह 130000 था इसलिए 20000 रुपये का अंतर है फिर हम गणना स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं अब इस परिवर्तनीय लागत के आधार पर परिवर्तनीय लागत कितनी है 1760000 प्लस 35000 इसलिए यह वर्तमान उत्पादन की 1795000 के रूप में काम करता है जो 160000 इकाइयों द्वारा विभाजित है समापन का आपका मूल्य 224375 है अब आप क्लोजिंग स्टॉक के मूल्य को देखते हैं पहले यह 269375 था इसलिए यह अंतर कितने हजारों आया इस अंतर को हम 45000 रुपये कह सकते हैं तो अब यह अंतर सामने आया है क्योंकि अब आप परिवर्तनीय लागत पर दोनों स्टॉक का मूल्यांकन कर रहे हैं इसलिए ओपनिंग स्टॉक के मूल्य में 20000 की कमी आई है और क्लोजिंग स्टॉक के मूल्य में 45000 की कमी आई है और अब हमारे द्वारा परिकलित उत्पादन की परिवर्तनीय लागत 1680625 है इसमें हम परिवर्तनशील बिक्री लागत का 450000 रुपये जोड़ रहे हैं क्योंकि यहां बेचने का खर्च क्या है पहले हमने विक्रय लागत कुल परिवर्तनीय और निश्चित की है लेकिन अब हम केवल परिवर्तनीय लागत 450000 रुपये ले रहे हैं इसे इस आंकड़े में जोड़कर 1680625 और 450000 रुपये हैं यह कुल राशि 2130625 है इस बिंदु तक हमने किसी भी निश्चित लागत को बिक्री के कुल मूल्य से घटाया नहीं है हमने केवल परिवर्तनीय लागत को घटाया है और यही कारण है कि अब यहाँ अंतर को योगदानकंट्रीब्यूशन कहा जाता है अब हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है 869375 रुपये का मूल्य अब आप कंट्रीब्यूशन को घटा देंगे 869375 रुपये का यह कंट्रीब्यूशन आपकी निर्धारित लागत की ओर है क्योंकि इसमें पर्याप्त कंट्रीब्यूशन उपलब्ध है उदाहरण के लिए यह कंट्रीब्यूशन निर्धारित लागत से कम है इसलिए हम नुकसान की स्थिति में हैं लेकिन यहां हम उपलब्ध कंट्रीब्यूशन के संतुलन के लिए पर्याप्त हैं तो इसका मतलब है कि अब यह निश्चित लागत कम है निश्चित उत्पादन लागत ३६०००० रुपये सही थी और फिर तय बिक्री लागत २ ७०००० रुपये है जो हमें दी जाती है तो अंत में यह निर्धारित लागत 630000 रुपये है इसलिए शुद्ध लाभ 869375 माइनस 630000 है इसलिए यह अंतर है कर से पहले शुद्ध लाभ 239375 है तो आप देखते हैं क्यों क्लोज़िंग स्टॉक का मूल्यांकन करते समय सीमांत लागत और अवशोषण के तहत क्लोज़िंग स्टॉक के मूल्यांकन का अंतर 45000 रुपये है लेकिन सीमांत लागत के तहत आप क्लोजिंग स्टॉक को कम कर रहे हैं क्योंकि आप इसे केवल परिवर्तनीय लागत पर मूल्य दे रहे हैं तो इसी तरह आप ओपनिंग स्टॉक को भी वैरिएबल कॉस्ट पर मूल्यांकित कर रहे हैं इसलिए 45000 का यह अंतर आखिरकार 25000 रह गया है क्योंकि हमने यहां 20000 रुपये कम कर दिए हैं पहले ओपनिंग स्टॉक का मूल्य 130000 था अब यह 110000 है पहले क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य 269375 था अब यह 224375 है तो यह 20000 का अंतर यहाँ परिलक्षित हुआ है इसलिए लाभ के अंतर के तहत यह 45000 माइनस 20000 है यहाँ देखा गया है कि यह 25000 रुपये है इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत शुद्ध लाभ कम है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन समस्या पैदा करता है तो अंत में आप यहाँ देख सकते हैं कि 264375 माइनस 239375 लाभ का अंतर २५००० अब्जॉर्प्शन लागत और सीमांत लागत विधि के तहत आ गया है अब्जॉर्प्शन लागत प्रणाली के तहत ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के मूल्यांकन में शामिल निश्चित लागत के तत्व के कारण ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि हम सीमांत लागत के तहत आय विवरण कैसे तैयार करते हैं हम अवशोषण लागत के तहत कैसे तैयार करते हैं और एक बड़ा अंतर क्या है इसलिए यहां हम परिवर्तनीय लागत को महत्व देते हैं पहले हम कुल लागत को परिवर्तनीय और निश्चित लागत में विभाजित करते हैं और फिर हम तीन चरणों में लाभ पर पहुंचते हैं पहले विक्रय मूल्य में से परिवर्तनीय लागत घटाते है तो हम यहां कंट्रीब्यूशन तक पहुंचते हैं कंट्रीब्यूशन में से निश्चित लागत घटाते है और फिर हम लाभ पर पहुंचते हैं जहां अब्जॉर्प्शन लागत के मामले में आपके पास केवल दो चरण हैं कुल बिक्री मूल्य में से कुल लागत परिवर्तनीय लागत और निश्चित लागत घटाते है और कुल लागत और बिक्री के बीच का अंतर वह लाभ है जो कर से पहले शुद्ध लाभ है इसलिए मुझे लगता है कि अब तक आप सीमांत लागत और अब्जॉर्प्शन लागत में अंतर को स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं और यह अलग या कठिन बाजार स्थिति के तहत कैसे उपयोगी है अगर बाजार में एक कड़ी प्रतिस्पर्धा है अगर बाजार में एक नए बहुत शक्तिशाली खिलाड़ी की आने की स्थिति है तो प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और फर्मों को इस आशंका को बनाए रखना होगा कि आने वाले समय में स्थिति पर काबू पा लिया जाएगा स्थिति में सुधार होगा और यहां तक कि प्रतियोगियों को भी कीमत बढ़ानी होगी तो इस मामले में हमें कुछ समय के लिए परिवर्तनीय या सीमांत लागत का उपयोग करना होगा और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम कम से कम परिवर्तनीय लागत को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम हैं और यदि निर्धारित लागत वसूली योग्य नहीं है तो कुछ समय के लिए भूल जाएं और अगर कोई लाभ नहीं है तो कुछ समय के लिए भूल जाएं कि आप कम से कम उत्पादन की परिवर्तनीय लागत को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम हैं यानी बिक्री मूल्य से उत्पादन की परिवर्तनीय लागत तो कम से कम आपके ऑपरेटिंग साइकिल जारी है सामग्री श्रम और अन्य प्रत्यक्ष ओवरहेड्स से सम्बंधित परिवर्तनीय लागत इसलिए यदि आप बाजार से उस लागत को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम हैं तो आप बाजार में निश्चित लागत को एक संक कॉस्ट के रूप में माने और उत्पादन और बिक्री करते रहते हैं वर्तमान में अर्जित होने वाले लाभ पर विचार नहीं किया जा सकता है लेकिन हम आने वाले समय में स्थिति को बदल देंगे जब बाजार में स्थिति बदल जाएगी अब हम अगले भाग में चले जायेंगे और यह कि अगला भाग सीमांत लागत के तहत विभिन्न अवधारणाओं के बारे में सीखना है और विभिन्न प्रबंधन निर्णयों के लिए सीमांत लागत की तकनीक को लागू करना है इसका मतलब विभिन्न प्रबंधन के रूप में यह कैसे उपयोगी है इसलिए मानक लागत के मामले में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें विभिन्न भिन्नताओं की गणना करनी थी और उन भिन्नताओं के लिए हमें सूत्रों की निर्धारित संख्या बताई गई थी सबसे पहले आपको सूत्र को याद रखना होगा कि सूत्र में मान डालें और विभिन्न भिन्नताओं की गणना करें यहां भी ऐसा ही है लागत की एक तकनीक के रूप में सीमांत लागत का इस्तेमाल प्रबंधन निर्णय लेने में एक बहुत ही उपयोगी तकनीक के रूप में होता है जिसे यहां आपको बताए गए अलग अलग तरीको को लागू करना होगा यहाँ सीमांत लागत का अनु प्रयोग जैसे हमने पिछली कक्षा में निर्णय लेने की प्रक्रिया विक्रय मूल्य का निर्धारण खरीदने या बनाने या निर्णय कुंजी या सीमित कारक विक्रय मूल्य में परिवर्तन के प्रभाव आदि के बारे में चर्चा की थी आगे हम अब सीमांत लागत की कुछ बुनियादी अवधारणाओं को सीखेंगे जो विभिन्न बाजार स्थितियों में विभिन्न निर्णय लेने में उपयोगी होंगे तो अब हम पहली बात सीमांत लागत में शुरू करते हैं जैसा कि मैंने बताया कि आप परिवर्तनीय लागत पर शुरू या ध्यान केंद्रित करते हैं इसलिए सबसे पहले और सीमांत लागत में एक सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा के लिए जिसे योगदानकंट्रीब्यूशन कहा जाता है अब कंट्रीब्यूशन क्या है मैंने आपको बताया कि कंट्रीब्यूशन मूल रूप से बिक्री मूल्य और परिवर्तनीय लागत में अंतर है तो हम कंट्रीब्यूशन की गणना कैसे करते हैं आप तीन अलग अलग तरीकों या दो अलग अलग तरीकों से कंट्रीब्यूशन की गणना कर सकते हैं और कंट्रीब्यूशन से आप लाभ पर पहुंच सकते हैं क्योंकि हम सीमांत लागत के तहत लाभ के लिए सीधे नहीं आते हैं इसलिए कंट्रीब्यूशन के साथ शुरू करना बेहतर है इसलिए हमें इस बारे में सीखना चाहिए कि हमें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन की गणना कैसे करें इसलिए कंट्रीब्यूशन मूल रूप से विक्रय मूल्य और परिवर्तनीय लागत के बीच का अंतर है या इसे ओबेलिक सीमांत लागत कहते हैं विक्रय मूल्य में परिवर्तनीय लागत को घटाकर एक कंट्रीब्यूशन निकला जाता है या आप निश्चित व्यय और लाभ के रूप में कंट्रीब्यूशन की गणना कर सकते हैं निश्चित व्यय और लाभ का योग भी कंट्रीब्यूशन है बिक्री और सीमांत लागत या परिवर्तनीय लागत के बीच का अंतर कंट्रीब्यूशन है और यह कंट्रीब्यूशन निश्चित खर्च और कुछ लाभ है इसलिए यदि आपके पास इन तीन चीजों का कंट्रीब्यूशन है तो आपके पास निर्धारित लागत है आपके पास लाभ का आंकड़ा है इसलिए आप कंट्रीब्यूशन से लाभ पर पहुंच सकते हैं और लाभ पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना है इस आइटम को आपस में बदल दे और फिर आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन माइनस निर्धारित लागतखर्च लाभ है तो सीमांत लागत की पहली महत्वपूर्ण अवधारणा योगदान है या योगदान की गणना कैसे करें के बारे में सीखना है आप विक्रय मूल्य या यदि है से परिवर्तनीय लागत को घटाकर परिवर्तनीय कंट्रीब्यूशन की गणना कर सकते हैं तो यह स्थिति कोई समस्या नहीं है और यदि आपको लाभ और निर्धारित व्यय के बारे में जानकारी दी जाती है तो वह भी C के बराबर होगी क्योंकि यह विक्रय मूल्य में से परिवर्तनीय लागत को घटाने के बाद बचे अंतर के बराबर है अब उसके बाद मैं आपसे दूसरी अवधारणा के बारे में कुछ बात करूंगा जो सीमांत लागत का समीकरण है यह बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है यदि इस समीकरण को आप जानते हैं तो आप कई समस्याओं को हल कर सकते हैं इसका मतलब है कि इस समीकरण में चार महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं और यदि कोई तीन चीजें हमें दी जाती हैं तो हम आसानी से चौथी चीजों की गणना कर सकते हैं तो यह सीमांत लागत समीकरण क्या है यह S V F ± PL के बराबर है S बिक्री को प्रदर्शित करता है V परिवर्तनीय लागत को प्रदर्शित करता है F निर्धारित लागत को प्रदर्शित करता है लाभ P मुनाफे को प्रदर्शित करता है और L नुकसान को प्रदर्शित करता है इसलिए यह सीमांत लागत का समीकरण है जो हमेशा कुछ भी पता लगाने में पूरी मदद करता है कि यदि इस तीन में से कोई भी उदाहरण के लिए आपके पास बिक्री का मूल्य निश्चित लागत और लाभ है आप परिवर्तनीय लागत का मूल्य आसानी से जान सकते हैं यदि आपके पास बिक्री परिवर्तनीय लागत और निश्चित लागत के बारे में जानकारी है आप आसानी से लाभ का पता लगा सकते हैं चाहे उस फर्म में लाभ या हानि हो बिक्री माइनस परिवर्तनीय लागत का कंट्रीब्यूशन है यदि निर्धारित लागत कंट्रीब्यूशन की तुलना में अधिक है तो हम नुकसान की स्थिति में हैं अन्यथा हम लाभ की स्थिति में हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है और इस समीकरण को सीमांत लागत समीकरण S V F ± PL के बराबर कहा जाता है इसलिए आप इस समीकरण को हमेशा ध्यान में रखें यह हमारे लिए अलग अलग कहे जाने वाले निर्णय लेने की सीमांत लागत के तहत बहुत उपयोगी होगा अब हम एक और बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा पर चर्चा करेंगे और उस अवधारणा को पीवी अनुपात कहा जाता है इस अनुपात का पूरा नाम प्रॉफिट टू वॉल्यूम अनुपात है यह अनुपात बहुत ही सहायक है किसी भी निर्णय को लेने के लिए या फर्म में किसी भी निर्णय को लागू करने के लिए बहुत उपयोगी है यह पीवी अनुपात क्या है आप विभिन्न तरीकों पर अलग अलग स्थितियों के तहत गणना कर सकते हैं पीवी अनुपात को CS द्वारा सरल तरीके के रूप में गणना की जा सकती है C कंट्रीब्यूशन है S सेल्स वैल्यूबिक्री मूल्य है और इस अनुपात को बिक्री द्वारा कंट्रीब्यूशन को विभाजित करके देखा जाता है जिसे पीवी के रूप में जाना जाता है आप इसकी गणना कर सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या है कंट्रीब्यूशन यानि निश्चित व्यय और लाभ को बिक्री से विभाजित करते है यह कंट्रीब्यूशन भी है और इस मामले में हम आपके आस पास की अन्य गणना यहां कर सकते हैं वह यह है कि S V C के बराबर है यह पीवी अनुपात भी है और चौथा यह है कि आप दो अवधियों में बिक्री में परिवर्तन को दो अवधियों में कंट्रीब्यूशन या लाभ में परिवर्तन से विभाजित करके गणना कर सकते हैं दो अवधियों में बिक्री में परिवर्तन से दो अवधियों में कंट्रीब्यूशन या लाभ में परिवर्तन को विभाजित करते है इसलिए यदि आपने सी या एस या निश्चित व्यय या लाभ या परिवर्तनीय लागत और बिक्री के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी है तो आप पीवी अनुपात की गणना कर सकते हैं यदि आपको दो अवधियों के लिए जानकारी दी जाती है जो कंट्रीब्यूशन या लाभ के संबंध में जानकारी है एक वर्ष में बिक्री के लिए एक वर्ष में कंट्रीब्यूशन या वर्ष दो में बिक्री आप अंतर ले सकते हैं जो कि वर्ष एक से दो वर्ष में परिवर्तन है आप दोनों आंकड़ों में अंतर लेते हैं जो कंट्रीब्यूशन या लाभ और बिक्री में है और फिर आप पीवी अनुपात को इस तरह या इस तरीके से भी पा सकते हैं अब इसका क्या अर्थ है कि यह विभिन्न बाजार स्थितियों या विभिन्न प्रतिस्पर्धी स्थितियों में कैसे उपयोगी है और इस पीवी अनुपात की समग्र प्रासंगिकता क्या है मैं आपसे अगली कक्षा में चर्चा करूंगा